ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन के नए पहलू के बारे में चर्चा नहीं करूंगा बल्कि कुछ समापन कमेंट डालते हुए मैं थोड़ा समय व्यतीत करूँगा इसलिए इसका उद्देश्य यह है कि हमने इस पाठ्यक्रम में क्या किया है इसकी संक्षिप्त समीक्षा करें और इस बात का उल्लेख किया जाए कि आपको अपनी परीक्षा की तैयारी क्यों करनी चाहिए और इस पाठ्यक्रम से परे आपको क्या देखना चाहिए तो यह मॉड्यूल की मूल रूपरेखा बनाता है इसलिए यदि हम पीछे मुड़कर देखते हैं और मैं इस बात पर एक त्वरित समीक्षा करूंगा कि विभिन्न सप्ताह के संदर्भ में मॉड्यूल विकसित करते हैं हम वास्तव में सॉफ्टवेयर के बिहेवियर की पहचान करने की समस्या और यह वास्तविकता है जिसके साथ में काम करना होगा तो हम फिर यह देखने की कोशिश करते हैं कि जटिल सिस्टम विकास के मामले में वास्तव में अच्छा साबित हो सकता है इसलिए हमने जटिल सिस्टम के रूप में जाना जाता है हम यह भी मानते हैं कि जटिलता के अन्य रूप हैं जो अव्यवस्थित हैं जो मुख्य रूप से मानव मस्तिष्क की सीमा के कारण है और हम संगठित जटिलता को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के अलावा इसके बारे में बहुत कुछ कर सकते हैं अब अंततः जटिल प्रणालियों के अराजक परिदृश्य के लिए एक आदेश लाने के लिए हमने तर्क दिया कि हमें डीकंपोजीशन कर सकते हैं तो यह सॉफ्टवेयर समाधानों के अध्ययन में एक मुख्य कदम था सप्ताह 2 में हमने थोड़ा अलग तरह से देखा है कि क्या है अगर सॉफ्टवेयर क्या हुआ इत्यादि और इसके साथ ही हमने ऑब्जेक्ट मॉडल भी हैं तो यह इस बिंदु के बाद ये एलिमेंट के लिए प्रबंधनीय है तो यह है कि सप्ताह 2 में चर्चा करने के लिए प्राथमिक पहलू था सप्ताह 3 में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कुछ भी दिलचस्प नहीं प्रदान करती हैं लेकिन वे दिलचस्प हो जाते हैं जब उनके बीच संबंध होते हैं जब वे आपस में जुड़ जाते हैं

जबकि ऑब्जेक्ट कैसे प्रबंधित किया जाएगा और ये दोनों एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के विभिन्न रूप हैं क्योंकि निश्चित रूप से वास्तविक दुनिया इस के मोहर के साथ नहीं बनाई गई थी यह ऑब्जेक्ट चुनने के संदर्भ में बात की और फिर हमने आपको दिखाने में सक्षम होने के लिए अपने हिस्से पर एक विस्तृत अभ्यास करने के संदर्भ में इसे एक उपकरण बनाया है कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिसके संदर्भ में व्यवस्थित किया जाना चाहिए इत्यादि लेकिन यह अभी भी एक मूल मौलिक प्रश्न को अनुत्तरित छोड़ता है कि एक वास्तविक दुनिया स्थिति को देखते हुए कि मैं क्लास करते हैं और ये हमारे हाथ में एक वास्तविक दुनिया की स्थिति को देखने के लिए प्रभावी उपकरण बन जाते हैं और वास्तव में क्लास है अन्य दृष्टिकोण भी हो सकते हैं और मुख्य रूप से किसी सिस्टम के दिए गए अंग्रेजी विवरण के विभिन्न शब्दभेद का विश्लेषण करने की कोशिश कर सकते हैं और कस्टमर के लिए परिभाषित किया है और मापते हैं कि क्या हम वास्तव में पहले के मॉडल और उन्हें डालते हैं और उन सभी कम या ज्यादा हर चीज में निश्चित रूप से आयाम हैं कि कौन क्या कर रहा है विश्लेषण करने वाले व्यक्ति की विशेषज्ञता क्या है लेकिन फिर भी हम कई तकनीकों की पहचान कर सकते हैं जिनके द्वारा कम या ज्यादा समान रूप से इन सभी सूचनाओं को निकाला जा सकता है और यह सप्ताह 4 का मूल उद्देश्य था जिसने इस पाठ्यक्रम के पहले आधे हिस्से को समाप्त किया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रतिमान के पूरे रूप से पहचान कराने की और सिस्टम के भीतर ऑब्जेक्टपदानुक्रम के बारे में जानकारी निकाले गए और विभिन्न प्रक्रियाओं की पहचान की गई है विभिन्न यूज़ केस और हम चर्चा करते हैं कि हमने अवलोकन के साथ शुरुआत की है यह दर्शाता है कि uml एक दिन में नहीं हुआ था यह विभिन्न अवधारणाओं के कई वर्षों के विकास में चला गया अंत में uml डायग्राम इत्यादि और उनकी अभिव्यक्ति को इस तरह के मानकीकृत भाषा के माध्यम से इस अंतर को भरने में सक्षम होने के लिए हमने मूल sdlc प्रक्रिया में एक चक्कर भी लगाया जो कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफसाइकिल के किस चरण में करना चाहिए मैं क्या हूँ विभिन्न चरणों में मुझे क्या जानकारी चाहिए या निकालने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए इसलिए हमने sdlc चरणों के संदर्भ में एक दौरा किया जिसमें मुख्य रूप से डिजाइन चरण वे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस और डिजाइन को समझना और समझाना और हमने यह किया है कि उनके महत्व के कथित क्रम में और व्यापक रूप से आपको उनसे कैसे उपयोग की उम्मीद है इसलिए हमने यूज केस डायग्राममें आते हैं तो इसका उपयोग करना होगा और फिर हम एक स्ट्रक्चरल डायग्राम

और कम्युनिकेशन डायग्राम है और फिर अंत में वर्तमान सप्ताह में हम स्टेट मशीन डायग्राम चरणों के अधिक निकट हैं इसलिए बाद में देखा कि अगर हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक स्लाइड है इसलिए हमने जो पहला सबक सीखा है उस पर कोई समझौता नहीं किया गया है दूसरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन है जैसा कि हमने देखा और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन में किया जाता है दूसरा मौलिक कारण OOAD एक प्रक्रिया है लोग और मंच अज्ञेय संपूर्ण दृष्टिकोण व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता है इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि आप किस प्रक्रिया का पालन करना चाहते हैं या आप किस प्लेटफ़ॉर्म सब कुछ तो OOAD यह एक बहुत ही सामान्य दृष्टिकोण है तीसरा मैं वापस कहता हूं मुझे कहना होगा कि एक uml है हमने uml को एक बहुत शक्तिशाली मॉडलिंग साधन के रूप में सीखा है और यह कई कारणों से शक्तिशाली है एक यह है कि अभिव्यक्ति की एक भाषा प्रदान करता है जो फिर से प्रक्रिया है लोग और मंच अज्ञेय यह नहीं कहता है कि आपको C या जावा में है

इसलिए हम जो भी कहना चाहते हैं या जो भी आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और डिज़ाइन चरण में है और जहां आप सिस्टम के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं आप बहुत सार बहुत अस्पष्ट स्तर पर हैं फिर आप धीरे धीरे कुछ डायग्राम है कॉम्पोनेंट डायग्राम नहीं है यह वास्तव में इस बात पर निर्भर करता है कि सिस्टम कैसे दिखता है मैं अक्सर इस सवाल का सामना कर रहा हूं क्या यह कहना आवश्यक है कि C ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम दृष्टिकोणों के साथ देख सकते हैं तो वापस लेने के संदर्भ में संक्षेप में कहें यह मेरी एक लाइन क्या है आप कितनी जल्दी उस अब्स्ट्रक्शन बन सकते हैं और इस बात पर मैं जोर दूंगा कि आप एक महत्वपूर्ण कदम उठाएं जिस पर आपको ध्यान केंद्रित करना चाहिए जैसा कि आप पिछले कुछ हफ्तों में पढ़ना और इस कोर्स पर अभ्यास करना चाहते हैं विशेष रूप से अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए मेरी एक बहुत ही शास्त्रीय सलाह होगी कि आप वीडियो जरूर देखें असाइनमेंट और समाधान को संशोधित करें इसके लिए कोई नई बात नहीं है लेकिन निश्चित रूप से मैं दृढ़ता से सलाह दूंगा कि आप अभ्यास करें और उदाहरणों का उपयोग करें इस उदाहरण को मैंने प्रस्तुतियों के माध्यम से बहुत व्यापक रूप से उपयोग किया है और इस उदाहरण को अक्सर असाइनमेंट तो ये भी डेढ़ 2 पेज के विवरण की तरह हैं इसलिए हम जल्द ही इस pdf फाइलों को अपलोड के आधार पर है यदि आपको पुस्तकों को भी संदर्भित करने की आवश्यकता है फिर ये 2 पुस्तकें हैं निश्चित रूप से यह सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक OOAD पर ग्रैडी बूचेस uml 20 को भी संदर्भित कर सकते हैं मुझे यह अनुसरण करने के लिए काफी अच्छी पुस्तक मिली लेकिन इसके साथ ही यह भी कहना होगा कि कई साइटेंमें URL मिलेंगे तो आप उस uml को भी उठा सकते हैं जिसे आप उठा सकते हैं और उसी से काम चला सकते हैं अंत में आगे बढ़ना इस पाठ्यक्रम से परे है यदि आप आगे के अध्ययन को समझना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इस तरह की चीजें जो आप कर सकते हैं uml के साथ मॉडलिंग का अभ्यास कर सकते हैं uml बहुत विशाल है जैसा कि हमने देखा है यह हमें ले गया है मेरा मतलब है कि वास्तव में लगभग 15 16 और मॉड्यूलके बारे में आपसे चर्चा करते हैं तो यह आपको अभ्यास करने में बहुत अधिक समय लेगा और uml की बारीकियों से परिचित होगा और आप इसका कितना शक्तिशाली उपयोग कर सकते हैं लेकिन निश्चित रूप से अगर आप ऐसा करते हैं कि यह एक डेवलपर पैरेलल में करें और उनका अभ्यास करें निश्चित रूप से एनालिसिस के अभ्यास के संदर्भ में प्रक्रियाओं को समझने और उपयोग करने के लिए सॉफ़्टवेयर इंजीनियरिंग का अधिक औपचारिक रूप से अध्ययन कर सकते हैं इसलिए संक्षेप में मैं यह कहना चाहूंगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस और डिजाइनके साथ साथ OOAD के अलग अलग दृष्टिकोण जो हमने यहां चर्चा की है